छात्रों आपका स्वागत है तो इस पाठ्यक्रम में जो कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप जानते होंगे कि किसी भी व्यापारिक संगठन में किसी भी व्यवसाय रूप में वित्त के विभिन्न स्रोत है और हम उन्हें मुख्यतः तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं आपने अभी तक दो श्रेणियों के बारे में सुना होगा परंतु वास्तव में वित्त स्रोत की तीन श्रेणियां है और हम यह जानेंगे की कार्यशील पूंजी के तहत दो स्रोतों का हम कैसे प्रबंधन करेंगे इसलिए जब आप किसी भी व्यवसाय में वित्त के विभिन्न स्त्रोतों के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास धन के दीर्घकालीन स्त्रोत होते हैं हमारे पास धन के अल्पकालिक स्त्रोत होते हैं और तीसरा धन के स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस स्त्रोत होते हैं एक है लॉन्ग टर्म फाइनेंस शामिल करते हैं दीर्घकालीन ऋण शामिल करते हैं लेकिन धन के अल्पकालिक स्रोतों में सबसे पहले हम स्पॉन्टेनियस फाइनेंस के बारे में बात करते हैं एक बार वित्त के स्पॉन्टेनियस स्त्रोत खत्म हो जाएंगे तो हम अगले स्तर पर चले जाएंगे जो वित्त के अल्पकालिक स्रोत है इसलिए यदि यह दो स्रोत संगठन की आवश्यकता या फर्म की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हम अल्पकालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन के दीर्घकालिक स्रोतों का सहारा लेते हैं अन्यथा आवश्यकता ध्यान और समय की जरूरत यह है कि अल्प विधि आवश्यकताएं या किसी भी फर्म की वर्तमान आवश्यकताएं या जो विशेष रूप से अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं से संबंधित है उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं कार्यशील पूंजी प्रबंधन में हम इस बारे में अध्ययन करेंगे कि किसी भी संगठन की कार्यशील पूंजी का प्रबंधन सर्वोत्तम तरीके से कैसे किया जाए अब आप सोच रहे होंगे कि किसी भी फर्म या व्यवसाय के वित्तीय प्रबंधन में वित्त के अल्पकालिक स्रोतों के साथ साथ वित्त के स्पॉन्टेनियस स्रोतों पर ध्यान देने की खास जरूरत क्यों है मैं यहां आपके साथ सांझा करूंगा कि आवश्यकता क्या है विशेष रुप से वित्त के अल्पकालिक स्रोतों के प्रबंधन करने के बारे में सीखने का आग्रह क्यों देखें जब हम कंपनियों के दीर्घकालीन निवेश निर्णयो के बारे में बात करते हैं तो उन्हें कैपिटल बजटिंग लगाना चाहते हैं हम मान लीजिए नए उत्पादों या सेवाओं को अपने मौजूदा पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहते हैं या हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे आप एक नई परियोजना कह सकते हैं इस मामले में नई परियोजना का मतलब है दीर्घकालीन निवेश बड़ा निवेश और इस निवेश को स्ट्रैटेजिक निवेश भी कहते हैं जब कोई भी फर्म दीर्घकालीन निवेश का कोई भी निर्णय लेती है तो वह एक सरल निर्णय नहीं होता यह ऐसा निर्णय नहीं है जिसे जल्दी से लिया जा सके हमें समय लेना पड़ता है हमें बहुत सोचना पड़ता है हमें बाजार का सर्वेक्षण करना होगा कि क्या हम फर्म की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाएं क्या हम एक नया प्लांट कहते हैं डीटेल्ड प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट के तहत हम सब कुछ अध्ययन करते हैं हम उत्पादन की विपणन क्षमता का अध्ययन करते हैं बाजार में उत्पादन की स्वीकार्यता उस उत्पादन या सेवा की विपणन क्षमता जिसे हम बनाने या उत्पादन करने जा रहे हैं उसे बाजार और मांग विश्लेषण कहा जाता है फिर हम तकनीकी विश्लेषण के लिए जाते हैं कि क्या हम उत्पाद को सर्वोत्तम संभव तरीके से निर्मित कर पाएंगे या नहीं इसका मतलब यह है कि सबसे कम कीमत पर सबसे उत्तम गुणवत्ता वाला उत्पाद उसके बाद हम वित्तीय विश्लेषण करते हैं उसके बाद फिर हम नेटवर्किंग टेक्निक एनालिसिस करते हैं जब दीर्घकालीन निवेश निर्णय लेना होता है तो कई लोग इसमें शामिल होते हैं और हम पूरी तरह से सोच विचार करने के बाद ही निर्णय लेते हैं हमारा मतलब है फर्म के अंदर और फर्म के बाहर फर्म के अंदर का वातावरण फर्म के बाहर का वातावरण दोनों का ठीक से विश्लेषण किया जाता है और अगर जरूरत पड़ती है तो क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद भी ली जाती है ज्यादातर फर्म इस तरह के निर्णय को विशेषज्ञों बाजार विशेषज्ञों जिनको हम बाजार में सलाहकार कहते हैं से पूछते हैं और एक बार वह यह स्वीकार कर ले कि हां आपका यह दीर्घकालीन निवेश निर्णय आपको परिणाम देने वाला है आप अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता में और अधिक क्षमता जोड़ सकते हैं आप एक नया उत्पाद बाजार में पेश कर सकते हैं या आप कंपनी की वर्टीकल ग्रोथ कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं उसकी संभावना अच्छी है और यह एक बुद्धिमान निर्णय होगा तो इसका मतलब है कि यह एक बहुजन निर्णय है जहां इतने सारे लोग उस निर्णय को लेने में शामिल है परंतु शॉर्ट टर्म फाइनेंस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के मामले में बहुत लोग शामिल नहीं होते सिर्फ एक या दो लोग ही शामिल होते हैं अंततः यह कंपनी के सीएफओ को धन के अल्पकालिक स्रोतों का प्रबंधन करना और अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करना अब दीर्घ कालीन निवेश निर्णय के मामले में उदाहरण के तौर पर यदि निर्णय अच्छा हो जाता है हमने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए निवेश किए मान लीजिए नई अतिरिक्त क्षमता में या शायद एक नई उत्पादन लाइन जोड़ने में या शायद नया प्रोजेक्ट जिसे कंपनी ने शुरू किया था चाहे वह व्यवसाय के मौजूदा क्षेत्र में था या पूरी तरह से नए क्षेत्र में था तो कंपनी ने 100 करोड का निवेश किया और इस परियोजना ने बहुत अच्छा किया और उस परियोजना से जो उत्पाद निकला वह बाजार में आखिर कर लोगों को स्वीकार्य था और इसका मतलब यह है कि वह परियोजना सफल रही इसलिए इसका मतलब है सब लोग इसका श्रेय लेंगे लेकिन दूसरी तरफ अगर परियोजना असफल हो जाती है यदि परियोजना अच्छा नहीं करती है और आखिरकर 100 करोड़ का निवेश जो कंपनी ने किया बर्बाद हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है क्योंकि यह एक बहुजन निर्णय है इसका मतलब है कि सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी और इस मामले में हर किसी की जिम्मेदारी किसी की जिम्मेदारी नहीं है इसका मतलब है कि किसी को भी निकाला नहीं जाएगा किसी को भी अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी को गलत निर्णय की कीमत नहीं चुकानी होगी क्योंकि यह एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था यह एक टीम का फैसला था और अगर टीम का मूल्यांकन उस मामले में गलत हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन शॉर्ट टर्म फाइनेंस मुख्य वित्तीय अधिकारी की एकमात्र जिम्मेदारी है और उसे फर्म को जब भी जरूरत हो अल्पकालिक फाइनेंस उपलब्ध करवाना है जब आपको अल्पकालिक वित्त की जरूरत होती है जब आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है तो किसी भी फर्म में कार्यशील पूंजी की क्या जरूरत है कार्यशील पूंजी कहां इस्तेमाल होती है अब उदाहरण के लिए हम एक निर्माण करने वाली फर्म है हम कुछ उत्पाद बनाते हैं और जब हम वह उत्पाद बनाते हैं तो हमें कुछ कच्चे माल की जरूरत होती है और उस कच्चे माल को खरीदने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है अगर आप आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान कर रहे हैं तो वे फर्म के कच्चे माल की आपूर्ति जारी रखेंगे नहीं तो रुक जाएंगे तो अगर हम नियत तारीख पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में चूक करते हैं तो क्या होगा आपूर्तिकर्ता एक या दो बार देखेंगे उसके बाद वह फर्म के साथ व्यवसाय करना बंद कर देंगे और इसका भार सीएफओ पर होगा इसी तरह हम कर्मचारियों को काम पर रखते हैं हम श्रमिकों को काम पर रखते हैं हम कार्यालय के कर्मचारियों को काम पर रखते हैं और हर किसी को 30 दिन के बाद भुगतान करना होता है आमतौर पर भारतीय प्रणाली में हमें एक महीने बाद भुगतान करना होता है तो आपको लोगों को वेतन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी अल्पकालिक वित्त की आवश्यकता होती है इसी तरह से आपके पास बहुत सारी उपयोगिता बिजली पानी लुब्रिकेंट्स छोटे आकार के अन्य सामान जिसे आप छोटी मात्रा सामग्री या स्मॉल क्वांटिटी मेटीरियल कह सकते हैं यह सारा सामान यह सारी बिजली की आपूर्ति पानी की आपूर्ति हमें एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने की आवश्यकता है और भारतीय भुगतान प्रणाली में यह एक महीना है एक महीने बाद आपको इन सभी उपयोगिता आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करना होगा और यदि आप नियत तारीख पर भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो मुझे लगता है कि वो और बर्दाश्त नहीं करेंगे भुगतान में देरी के लिए हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है तो इस स्थिति में आपके पास वित्त होना चाहिए आपके पास प्रतिदिन के खर्चों के लिए धन होना चाहिए आपके पास सामग्री होनी चाहिए आपके पास अन्य सभी इनपुट होने चाहिए आपके पास कर्मचारी होने चाहिए आपके पास श्रमिक होने चाहिए आपके पास हर कोई होना चाहिए और इसके लिए आपको भुगतान करने की आवश्यकता है दैनिक आधार पर नहीं कभी कभी साप्ताहिक आधार पर भी नहीं यहां तक कि पाक्षिक आधार पर भी नहीं लेकिन आपको मासिक आधार पर भुगतान करना होगा इसीलिए यहां कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब है कि हम यहां बहुत सारी चीजें सीखने जा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म फंड में प्रबंधन करने के लिए क्या है यहां सीखने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्प विधि वित्त किसी भी संगठन में इतनी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए जितना की फर्म में आवश्यकता है अगर आप इससे ज्यादा रखते हैं तो इससे धन की लागत बढ़ जाएगी और वापसी नहीं होगी तो हानि बढ़ जाएगी फिर से जिम्मेदारी वित्त विभाग पर होगी जहां तक कार्यशील पूंजी का सवाल है अगर आप अधिक पूंजीकृत है तो यह अच्छा नहीं है अगर आप अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं है नियत तारीख पर भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब है कि हम फर्म के लिए प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं करते और इसका कारण अल्पकालिक वित्त का उपलब्ध ना होना है हमारे पास आसान वित्त नहीं है हमारे पास नकदी नहीं है हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है मैं कहूंगा पर्याप्त बैंक बैलेंस नहीं है और आप भुगतान करने में चूक रहे हैं यह आपके फर्म की प्रतिष्ठा को खराब करेगा और कभी कभी आपके आपूर्तिकर्ता आपके दूसरे इनपुट प्रदाता आपूर्ति प्रदान करना बंद कर देंगे तो यह किसका दोष माना जाएगा वित्त विभाग का हर कोई कहेगा खरीद विभाग कहेगा कि हमने इस धन के लिए वित्त विभाग के लोगों से आग्रह किया परंतु उन्होंने इसे प्रदान नहीं किया अन्य सभी तरीकों से अगर श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है अगर कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है तो क्या होगा वे कहेंगे कि हमने धन मांगा व्यक्तिगत विभाग कहेगा कि हमने वित्त विभाग से धन मांगा परंतु उन्होंने हमें प्रदान नहीं किया इसलिए आखिरकर भार वित्त विभाग या फर्म के सीईओ पर पड़ेगा तो इसका मतलब है कि इस मामले में कौन जिम्मेदार है सिर्फ एक व्यक्ति सिर्फ एक विभाग ना कि एक व्यक्ति सिर्फ एक विभाग क्योंकि यह एक दैनिक निर्णय है और हमें बहुत कुशल होना होगा इसलिए अगर आप आवश्यक राशि से अधिक राशि रखते हैं तो धनराशि रखने की लागत में वृद्धि होगी आपके रिटर्न नीचे जाएंगे और लाभप्रदता प्रभावित होगी इसके विपरीत यदि आप धन आवश्यकता से कम रखते हैं ताकि फर्म की लाभप्रदता बढ़ सके तो क्या होगा हम भुगतान करने में चूक करेंगे क्योंकि धन की आवश्यक राशि हमारे पास नहीं है और इस स्थिति में समस्या क्या हो सकती है कि फर्म के तकनीकी दिवालिया होने की स्थिति है फर्म के तकनीकी दिवालिया होने का अर्थ है फर्म नियत तारीख और समय पर अपने दायित्व भुगतान दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब है इसे तकनीकी दिवालिया की स्थिति कहा जाता है इसका मतलब है हमें दोनों तरह के हालात से बचना है हमें ना तो अधिक पूंजीकृत यानी ओवर कैपिटलआईड जैसे स्त्रोतों से कैसे हो यह हम इस विषय में सीखने जा रहे हैं तो हम सिर्फ परिचयात्मक भाग से शुरुआत करेंगे और फिर हम कहानी का निर्माण करेंगे समय के बीतने के साथ हम किसी भी फर्म में कुल सभी मौजूदा परिसंपत्तियों और फर्म में मौजूदा देनदारीओं के प्रबंधन के बारे में सीखेंगे तो इसका मतलब है आपने इसके बारे में सुना होगा क्योंकि इससे पहले आपने बेसिक फाइनेंस के बारे में कुछ सुना होगा तभी आप इस क्षेत्र में इस वित्त के स्रोत में या शॉर्ट टर्म फंड के प्रबंधन में या वर्किंग कैपिटल में रुचि ले पाएंगे इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप वित्तीय प्रबंधन जानते हैं और आपने अतीत में इसके बारे में कुछ सीखा है इसलिए जब हम किसी फर्म या किसी व्यवसायिक संगठन के बारे में बात करते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं बैलेंस शीट में हमारे पास दो महत्वपूर्ण घटक है एक है संपत्ति और दूसरा है देनदारियां लायबिलिटीज कहा जाता है दूसरी तरफ लायबिलिटीज में दीर्घकालिक लायबिलिटी के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं और इस मामले में मैं यह कहूंगा कि यहां एक कंपनी की बैलेंस शीट है अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट पक्ष में आपके पास दीर्घकालिक वित्त स्त्रोत है जो की शेयर पूंजी के साथ शुरू होते हैं फिर उसके बाद डिवेंचर का ऊपरी हिस्सा है यदि आप स्थायित्व के कर्म में बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो बैलेंस शीट के ऊपरी हिस्से में आपके पास एक तरफ दीर्घकालिक लायबिलिटीज है और दूसरी तरफ दीर्घकालिक या फिक्स्ड असेट्स है हम इस विषय में बैलेंस शीट के ऊपरी भाग के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट के दोनों घटकों के बारे में बात करेंगे जो कि दीर्घकालिक लायबिलिटीज लघुकालिक लायबिलिटीज दीर्घकालिक असेट्स लघुकालिक असेट्स है तो उस स्थिति में क्या होगा आप वित्तीय प्रबंधन नाम के विषय के बारे में बात करेंगे मैं दोनों चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा वित्तीय प्रबंधन का मतलब है कुछ भी नहीं इस विषय में हम बात करेंगे और सीखेंगे की बैलेंस शीट के निचले हिस्से का प्रबंधन कैसे किया जाता है बैलेंस शीट का निचला हिस्सा जहां आप बात करते हैं करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स के बारे में शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म असेट्स यहां अगर आप बैलेंस शीट के निचले हिस्से का प्रबंधन करने में सक्षम है तो बैलेंस शीट के ऊपरी हिस्से को काफी हद तक या स्वचालित रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है परंतु तब भी मैंने आपसे कहा कि जब हम दीर्घकालिक निवेश निर्णय लेते हैं उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम वित्तीय संस्थान से धन उधार पर लेते हैं या बाजार में डिवेंचर में निवेश करते हैं और वह प्रोजेक्ट सही से काम नहीं करता है वह व्यवहार्य नहीं है फेल हो जाता है फिर मैं कहता हूं कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर या एक विभाग पर नहीं है क्योंकि यह एक बहूकोण गतिविधि है जिसमें बहुजन शामिल है अंत में उत्पाद सफल हो जाते हैं परंतु कभी कभी असफल भी हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि अंततः इसे फर्म के स्तर का निर्णय माना जाएगा किसी को भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं माना जाता है लेकिन बैलेंस शीट के निचले हिस्से के प्रबंधन में जो वर्तमान देनदारियां और वर्तमान संपत्ति हैं यहां केवल एक विभाग की जिम्मेदारी है जो फर्म का वित्त विभाग है और काफी हद तक एक व्यक्ति जो है कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी तो हमें यहां इस बैलेंस शीट में यह सीखना होगा कि बैलेंस शीट के निचले हिस्से को कैसे प्रबंधित किया जाए जहां हम वर्तमान देनदारियों के बारे में बात करते हैं और हम वर्तमान परिसंपत्तियों के बारे में बात करते हैं अब आपने वर्किंग कैपिटल मूल रूप से बैलेंस शीट में वर्तमान संपत्ति का कुल है बैलेंस शीट में वर्तमान संपत्ति का कुल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल खर्च कोई भी और वर्तमान संपत्ति पहले उन्हें वर्तमान देनदारियों से वित्तपोषित किया जाता है और यदि वर्तमान देनदारियां पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं हमने फर्म के पास उपलब्ध वर्तमान देनदारियों का पूरी तरह से उपयोग कर लिया है तो हमें धन के दीर्घकालिक स्रोतों की ओर बढ़ना होगा और जब आप वर्तमान देनदारियों के बारे में बात करते हैं तो इसमें धन के दोनों स्रोत शामिल होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस फाइनेंस है एक बार जब ये 2 स्रोत पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और फिर भी यदि वर्तमान परिसंपत्तियों को वित्त करने की आवश्यकता होती है तो हमें वर्तमान परिसंपत्तियों के स्तर का निर्माण करने की आवश्यकता होती है जो कि अल्पकालिक फंड स्रोतों से वित्तपोषित होना संभव नहीं है फिर आपको तीसरे स्रोत का सहारा लेना होगा जो कि वित्त का दीर्घकालिक स्रोत है अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इस प्राथमिकता की आवश्यकता है क्योंकि क्या होता है वित्त या वित्तीय संसाधन स्वतंत्र नहीं हैं उनकी लागत है और भारत में हमारे पास ब्याज दरों की अवधि संरचना है जब आप ब्याज दरों की अवधि संरचना के बारे में बात करते हैं तो मैं कहूंगा कि ब्याज दर की अवधि संरचना किसी ऋण पर ब्याज की दर की तरह है जो सीधे उस ऋण की अवधि से संबंधित है ऋण की परिपक्वता अवधि या ऋण अवधि जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ब्याज दर होगी और जितनी छोटी ऋण अवधि या उस ऋण की परिपक्वता अवधि होगी उतनी कम ब्याज दर होगी इसलिए जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि छोटी अवधि के उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक फंड उपयोग किए जाए दीर्घकालिक फंड अधिक महंगे हैं क्योंकि वे लंबी अवधि के लिए उधार लिए जाते हैं और समय अवधि के साथ फंड की समय क्षितिज लागत बढ़ती है इसलिए यदि धन की लागत अधिक है और उस परिसंपत्ति से उपलब्ध रिटर्न जिसमें वे निवेश किए जाते हैं उस संपत्ति से कम है तो उस स्थिति में लागत और राजस्व के बीच एक बेमेल होगा तो इसका मतलब है कि लागत अधिक है और आय कम है इसलिए एक बेमेल है और जब एक बेमेल है तो क्या होगा यह सीधे फर्म के नुकसान मैं जुड़ जाएगा या लाभ को कम कर देगा क्योंकि आजकल वित्तीय लागत बहुत महत्वपूर्ण घटक है तो आप एक स्तर से परे छोटी अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन के दीर्घकालिक स्रोतों का निवेश करने के लिए बड़े पैमाने पर या शायद एक सीमा से परे सोच भी नहीं सकते यदि यह एक मामूली अंतर है तो आप अल्पावधि आवश्यकताओं के लिए दीर्घकालिक स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं या वर्तमान परिसंपत्तियों या अल्पावधि परिसंपत्तियों को वित्तपोषित कर सकते हैं लेकिन अगर यह एक नियमित आदत है वर्तमान परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक फंड से वित्तपोषित करने का परिमाण बड़ा है तो यह फर्म के हित में नहीं होगा क्योंकि ब्याज दरों की अवधि संरचना की वजह से फंड की लागत अधिक है उन परिसंपत्तियों पर उपलब्ध रिटर्न जिसमें वे निवेश किए जाते हैं कम है उस स्थिति में क्या होने वाला है लागत और राजस्व के बीच एक बेमेल होने जा रहा है और अंत में यह नुकसान की स्थिति होगी लाभ की नहीं और ना ही ना लाभ ना हानि की इसलिए हमें उस स्थिति से बचना होगा इसलिए हम यहां यह सीखने जा रहे हैं कि करंट असेट्स को पूरा करने के लिए धन के दीर्घकालिक स्रोतों के निवेश की आवश्यकताओं को कम से कम किया जाए या यह न्यूनतम संभव सीमा तक किया जाए अब इस मामले में मैं यह कहूंगा कि करंट असेट्स कम से कम उत्पादक हैं कम से कम लाभदायक हैं या कभी कभी बिल्कुल भी उत्पादक नहीं हैं बिल्कुल भी लाभदायक नहीं हैं देखें जब आप असेट्स किसी भी संपत्ति के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि यह आपको कुछ रिटर्न देगा यदि आपके पास एक अतिरिक्त घर है अगर आपके पास दो घर हैं एक जिसमें आप रहते हैं और एक दूसरा किराए पर दिया हैं तो इसका मतलब है कि वह संपत्ति आपको मासिक किराये की आय दे रही है और यह उस संपत्ति से आय है अगर आपके पास सरप्लस फंड्स हैं जो आपकी मासिक आवश्यकताओं से अधिक हैं तो आप उन्हें बाहर कहीं बाजार में निवेश करते हैं और यदि आप उन्हें लंबी अवधि के लिए 4 5 साल तक निवेश करते हैं तो इसका मतलब है कि न्यूनतम सुरक्षित माध्यम के लिए आप बैंकों में सावधि जमा करें आप अधिक ब्याज दर अर्जित करेंगे तो इसका मतलब है आप किसी अन्य संपत्ति के बारे में बात करते हैं किसी भी संपत्ति जो आपके लिए आय पैदा कर रही है उसे एसेट कोई आय नहीं उत्पन्न करते हैं वे व्यवसाय प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं लेकिन वे मदद नहीं करते हैं या वे सीधे आय अधिकतमकरण या उस फर्म के धन अधिकतमकरण में योगदान नहीं करते हैं जो किसी भी और हर व्यवसाय का अंतिम उद्देश्य है अब मैं कैसे कह सकता हूं कि करंट ऐसेट बिल्कुल उत्पादक नहीं है मैं कहूंगा कि अगर मुझे या किसी को भी इस दुनिया में बिना साधन रखें व्यवसाय करने का मौका दिया जाता है या करंट ऐसेट के स्तर का एक कोटा भी रखने नहीं दिया जाता है अगर किसी को इस दुनिया में ऐसा व्यापार करने की अनुमति है तो मुझे लगता है यह व्यवसाय सबसे अच्छा चलने वाला व्यवसाय होगा लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह ऐसेट व्यवसाय को सुविधा देते हैं व्यवसाय को समर्थन देते हैं हालांकि वे खुद कोई ब्याज नहीं कमाते हैं या कोई आय या लाभ नहीं कमाते हैं लेकिन इन ऐसेट के बिना आप एक स्तर से अधिक मुनाफे को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और आप व्यवसाय के एक स्तर से आगे नहीं जा सकते हैं इसलिए हम करंट ऐसेट के बिना हम व्यवसाय चलाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं लेकिन यदि करंट ऐसेट के बिना व्यवसाय करना संभव है तो मुझे लगता है कि आपका लाभ अधिकतम होगा और आपके निवेश पर रिटर्न भी अधिकतम होगा तो मैं कैसे कहूं कि करंट ऐसेट कोई रिटर्न नहीं उत्पन्न करते है सबसे पहले मैं कहूंगा कि हमें एक एक करके देखना चाहिए पहला इन्वेंटरी कहा जाता है यह एक स्टॉक है यह इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री जिसे हम करंट ऐसेट फर्म की वर्तमान संपत्ति कहते हैं और संपत्ति से रिटर्न उत्पन्न होने की उम्मीद की जाती है लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या यह इन्वेंटरी फर्म में किसी तरह की रिटर्न पैदा करती हैं यदि आप ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं जैसे कि कच्चे माल का एक ट्रक आपूर्तिकर्ताओं के स्थान से आ रहा है जो सीधे फर्म के प्लांट में तैयार उत्पाद में परिवर्तित होने जा रहा है और उस तैयार उत्पाद को गोदाम में कुछ समय के लिए रखा जाएगा प्लांट से सीधे बाजार में जाएगा और इससे नकदी अर्जित होगी संपूर्ण उत्पादन बाजार में जा रहा है और वह भी नकदी अर्जित करने के लिए आप बीच में हैं आप कोई भी करंट ऐसेट पैदा नहीं कर रहे हैं कोई इन्वेंट्री नहीं है कोई क्रेडिट बिक्री नहीं है मतलब विविध देनदार क्या यह व्यवसाय की सबसे अच्छी स्थिति नहीं होगी कच्चा माल आ रहा है प्लांट में जा रहा है और प्लांट से तैयार उत्पाद बाजार में जा रहा है और प्लांट से पूरा उत्पादन बाजार में नकद में जा रहा है करंट ऐसेट कहां है करंट ऐसेट की आवश्यकता कहां है आपको किसी इन्वेंटरी की आवश्यकता नहीं है आपको किसी भी ऋणी की आवश्यकता नहीं है जो क्रेडिट सेल पर बेचने के बाद बैलेंस शीट में आते हैं इसलिए आप इन्वेंट्री रख रहे हैं लेकिन आपके लिए रिटर्न उत्पन्न हो रही है किसी भी फर्म या किसी व्यावसायिक संगठन के लिए क्या रिटर्न उत्पन्न हो रही है यह कोई रिटर्न नहीं उत्पन्न कर रहा है इसमें केवल लागत है जब आप इन्वेंट्री रखते हैं तो आपके पास स्पेस होना चाहिए इसकी एक लागत है अपनी भंडारण सुविधा का प्रबंधन करने के लिए आपके पास मानव संसाधन होना चाहिए इसकी एक लागत है आपके पास बिजली पानी कई अन्य चीजें होनी चाहिए इसकी एक लागत है अंततः आप उस इन्वेंट्री को बाजार में उस कीमत पर बेचने जा रहे हैं जिसे विक्रय मूल्य कहा जाता है और विक्रय मूल्य कौन निर्धारित करता है बाजार विक्रय मूल्य निर्धारित करता है हम विक्रय मूल्य का निर्धारण नहीं करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यदि इन्वेंट्री रखने से मेरी लागत या कहें कि मेरा निवेश बढ़ गया है या मेरी लागत बढ़ गई है तो मैं बिक्री मूल्य बढ़ाऊंगा आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बिक्री मूल्य बाजार की शक्तियों बाजार की स्थिति से तय होता है आपको उत्पाद को उसी कीमत पर बेचना होगा जैसा आप आज बेच रहे हैं 6 महीने के बाद भी आपको उसी कीमत पर बेचना होगा अगर बाजार में कीमत बढ़ती है तो ठीक है यदि यह कुछ समय में नहीं बढ़ता है यह नीचे चला जाता है तो आपको उस हालात में कीमत का भुगतान करना पड़ता है तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री एक करंट ऐसेट है इन्वेंटरी एक संपत्ति है लेकिन कौन है जो व्यवसाय में इन्वेंट्री रखना चाहता है हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति आए जहां सीधे आपकी सामग्री आए प्लांट में जाए प्लांट से तैयार उत्पादन बाजार में जाता है किसी भी तरह से आप कोई इन्वेंटरी नहीं बना रहे हैं आप इन्वेंट्री रख रहे हैं आप एक दिन या एक घंटे या शायद एक पल के लिए भी बाजार में अपने उत्पादन का भंडारण कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं लागत कुछ भी नहीं और सबकुछ बस जस्ट इन टाइम लेकिन यह संभव नहीं है हम इन्वेंट्री रखे बिना व्यापार नहीं कर सकते हम व्यापार नहीं कर सकते हैं और विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों में अगर आप भारतीय परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं तो आपूर्ति श्रृंखला की स्थिति इतनी खराब है कि आप सोचते हैं कि उदाहरण के लिए आपूर्तिकर्ताओं से उत्पादन सुविधा के लिए कच्चे माल के ट्रक पर यात्रा का समय 3 घंटे का है लेकिन आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि निश्चित रूप से ट्रक वहां से शुरू होगा और 3 घंटे के भीतर या तीसरे घंटे के अंत में प्लांट में पहुंच जाएगा रास्ते में कुछ भी हो सकता है ट्रैफिक जाम दुर्घटनाएं कुछ भी संभव है और सामग्री के ट्रक को देरी हो सकती है जब देरी हो जाती है तो उस मामले में प्लांट का सामग्री स्तर कच्चे माल के शून्य इन्वेंटरी स्तर पर आ जाएगा और प्लांट स्टैंडस्टिल की स्थिति में आ जाएगा तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि उस स्थिति से बचने के लिए आपको कच्चे माल की इन्वेंट्री रखनी होगी इसी तरह जब उत्पादन प्रक्रिया अटक रही है या रुकी हुई है तो उस स्थिति में बाजार में जाने वाला आपका तैयार उत्पादन भी प्रभावित होगा और आप यह नहीं कह सकते कि जब भी बाजार में कोई मांग होगी तो आप बाजार में तैयार उत्पाद की आपूर्ति करा देंगे बाजार से आदेश हो सकता है लेकिन हम आउट ऑफ स्टॉक कहा जाता है तो हर जगह सभी चरणों में कच्चा माल का चरण डब्ल्यूआईपी का चरण तैयार माल का चरण आप इन्वेंटरी रखने के लिए बाध्य हैं लेकिन यह इन्वेंटरी फर्म के लिए कोई मूल्य नहीं जोड़ रही है यह हमारी लागत में वृद्धि कर रहा है और आपकी लाभप्रदता को प्रभावित कर रहा है क्योंकि आप विक्रय मूल्य में बदलाव नहीं कर सकते हैं तो इस मामले में इन्वेंट्री एक ऐसेट है लेकिन यह एक ऐसी ऐसेट है जिसे आप केवल यह कह सकते हैं कि व्यवसाय प्रक्रिया को सुगम बनाया है यह हमारे लिए सीधे सीधे कोई भी कमाई नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि अगर इन्वेंट्री के बिना या इन्वेंट्री का कोटा रखकर व्यापार करने का मौका दिया जाता है तो मेरे लिए सबसे सुखद स्थिति होगी किसी भी कंपनी के लिए किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए लेकिन इन्वेंट्री के बिना व्यवसाय करना आप कह सकते हैं बस संभव नहीं है यहां तक की जस्ट इन टाइम तकनीक जो जापान से आई है उसके अंतर्गत भी आप इन्वेंटरी के शून्य स्तर को नहीं रख रहे हैं आप इन्वेंट्री का न्यूनतम स्तर रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हर जगह आपको इन्वेंट्री रखनी होगी आप केवल इन्वेंट्री के स्टॉक स्तर के साथ प्रबंधन कर सकते हैं कभी कभी बहुत उच्च स्तर कभी कभी यह एक निम्न स्तर होता है कभी कभी यह बीच में होता है इसलिए आपको कभी कभी अपने पास कम स्तर की इन्वेंट्री रखनी होगी लेकिन आपको इन्वेंट्री रखनी होगी जिससे लागत बढ़ेगी हमारे लिए कुछ भी नहीं कमाएगी तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री एक ऐसेट है लेकिन एक करंट ऐसेट है इसलिए मुझे इसे वित्त देना होगा मुझे इसके लिए निधियों की आवश्यकता है और यदि आप इन्वेंट्री में अधिक फंड का निवेश करते हैं इन्वेंट्री का एक उच्च स्तर रखते हैं तो आपकी लागत बढ़ जाएगी आपके रिटर्न प्रभावित होंगे लाभप्रदता प्रभावित होगी इसलिए आपको इन्वेंट्री का इष्टतम स्तर रखना होगा जो हम सीखेंगे कि फर्मों में इन्वेंट्री के इष्टतम स्तर को कैसे बनाए रखा जाए इसी प्रकार हम दूसरी ऐसेट के बारे में बात करते हैं जो कि समग्र प्राथमिकता स्तर में दूसरी संपत्ति है जिसे विविध ऋणी कहा जाता है विविध ऋणदाता बैलेंस शीट में तब दिखाई देते हैं जब बाजार में आपका तैयार उत्पादन नकदी में ना बिक कर क्रेडिट पर बिकता है बाजार में अपना उत्पादन बेचने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं आप अपने उत्पादन को बाजार में नकद या क्रेडिट पर बेच सकते हैं आपकी पहली पसंद यह होगी कि मैं अपने उत्पादन का अधिकतम हिस्सा नकदी में बाजार में बेचूं लेकिन कभी कभी यह संभव नहीं है यदि आप केवल नकदी के आधार पर व्यापार करना चाहते हैं तो आपके व्यवसाय की मात्रा गंभीर रूप से प्रभावित होगी और इसमें कमी आएगी तो आपको क्या करना है आपको क्रेडिट पर भी कारोबार करना होगा लेकिन आप देखते हैं कि जब आप क्रेडिट पर व्यापार करते हैं तो यह आपकी लागत को बढ़ाने वाला है न कि रिटर्न को आप लगभग समान विक्रय मूल्य चार्ज करने जा रहे हैं लेकिन आप इसे क्रेडिट पर बेचने जा रहे हैं इसलिए अगर मैं आज नकदी बेच रहा हूं तो मैं तुरंत उत्पाद को खरीदार को दे देता हूं और मुझे नकदी वापस मिल रही है लेकिन क्रेडिट सिस्टम के तहत मैं आज उत्पाद दे रहा हूं और मुझे क्रेडिट अवधि के बाद कैश वापस मिल रहा है जो शायद 1 महीने 2 महीने या 3 महीने या कभी कभी इससे भी अधिक है तो आप क्या करना चाहेंगे क्या आप आज भुगतान लेना चाहेंगे या आप भुगतान 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन के बाद लेना चाहेंगे अगर मुझे नकदी पर व्यापार करने का मौका दिया जाए तो मैं सबसे खुश व्यक्ति हूंगा कोई भी फर्म सबसे खुश संगठन होगा लेकिन यह संभव नहीं है आपको व्यापार क्रेडिट पर करना होगा आपको क्रेडिट पर बेचना पड़ता है और जब आप क्रेडिट पर बेचते हैं तो विविध ऋणी दिखाई देते हैं जो बैलेंस शीट में करंट ऐसेट है वे बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं और आपको उन विविध ऋणदाताओं का उन क्रेडिट बिक्री का प्रबंधन करना होगा तो इसका मतलब है कि यह दूसरी करंट ऐसेट है हम इसे करंट ऐसेट कहते हैं लेकिन यह ऐसेट आपके लिए कोई रिटर्न भी नहीं पैदा कर रही है बल्कि इसकी एक लागत है लेकिन आप केवल नकद पर व्यापार करके व्यवसाय नहीं कर सकते आपको व्यापार को आंशिक रूप से क्रेडिट पर भी करना है और जब आप क्रेडिट पर व्यापार करते हैं तो इसका मतलब है कि सॉन्डरी डेटर्स बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं और हमें उन सॉन्डरी डेटर्स को सहन करना होगा और हमें क्रेडिट पर बेचकर बिजनेस करना होगा सब कुछ नकद पर नहीं हो सकता है लेकिन मेरी पसंद यह होगी कि मुझे नकदी पर सब कुछ बेचना चाहिए लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता इसलिए हमें इस विषय के तहत कार्यशील पूंजी प्रबंधन का अध्ययन करके इन सभी मौजूदा करंट ऐसेट का प्रबंधन करना चाहिए हमने सिर्फ इन्वेंट्री के बारे में चर्चा की हमने सॉन्डरी डेटर्स के बारे में चर्चा की जो कि क्रेडिट सेल्स है इसी तरह हम अन्य करंट असेट्स के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इन करंट असेट्स की लागत है अब रिटर्न का मतलब है रिटर्न केवल तब होता है जब वे बाजार में बिकते हैं और बाजार में नकदी पर बेचे जाते हैं तो यह आज भी संभव होगा जब आप नकदी पर सब कुछ बेच सकेंगे और वह भी बाजार में आज लेकिन यह संभव नहीं है तो इसका मतलब है कि अगर यह संभव नहीं है तो इन्वेंट्री भी बैलेंस शीट में दिखाई देगी सॉन्डरी डेटर्स भी बैलेंस शीट में भी दिखाई देंगे और कुछ अन्य करंट ऐसेट भी बैलेंस शीट में दिखाई देंगे और हमें उन करंट ऐसेट को वित्त करना होगा किसके लिए आपको धन की आवश्यकता होती है जो स्पॉन्टेनियस स्रोतों अल्पावधि स्रोतों से आता है और एक बार ये दो स्रोत पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं तो आंशिक रूप से धन की आपूर्ति दीर्घकालिक स्रोतों से भी की जा सकती है इस विशेष क्षेत्र पर अन्य करंट असेट्स और अन्य चर्चा के बारे में मैं आपसे अगली कक्षा में बात करूंगा